तो अब समीकरण 56 और 58 से हमें यह समीकरण प्राप्त होगा ठीक यह वाली v 2 f और समीकरण 58 से हमने LC देखा है तो इसलिए v 1LCयह समीकरण 60 है ठीक अब 222fLC1fLC यह तरंग दैर्ध्य है यह तरंग दैर्ध्य की समीकरण है और यह समीकरण 61 हैठीक अब हम कुछ सन्निकटन करेंगे इसलिए जब हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का संचालन कर रहे हैं तो एक सिंगल फेज लाइन के लिए हमने L u02lnDr C20lnDr प्राप्त किया अब ये दोनों L और C को गुणा करते हैं यदि आप गुणा करते है LCu0e0lnDrlnDr प्राप्त होगा तो अब सन्निकटन बनाएँगे मतलब हम मान लेंगे कि lnDrlnDr है यह एक सन्निकटन है आप इसे एक सन्निकटन बना रहे हैं ठीक यदि ऐसा है तो ये दोनों सन्निकटन बराबर हैं तब LCu00यह समीकरण 62 है ठीक तो अगर समीकरण 62 से LC की इस अभिव्यक्ति को प्रति स्थापित करते है तो मेरा मतलब है कि यह वाली गुणा समीकरण 60 और 61 ठीक इसका मतलब है यदि आप इस समीकरण को समीकरण 60 में प्रति स्थापित करते हैं तो v 1LC प्राप्त होगी और समीकरण 61 में प्रति स्थापित करते है तो 1fLC प्राप्त होगी यदि आप ऐसा करते हैं तबv1u00 1fu00 प्राप्त होगी अब आप जानते हैं किu04 10 7Hm 08854 10 12Fm होता हैतो लगभग v3 108msecमिलेगा जो कि 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर लगभग प्रकाश की वेग के बराबर है तो यह आपका वेग है और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा 5000 किलो मीटर हो जाएगा यदि आप उस दूसरे समीकरण में रखते हैं यहाँ ठीक तो लैम्ब्डा 5000 किलो मीटर हो जाएगा ठीक यह कमोबेश आपके प्रोपगेसन के वेग और आपके तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के बारे में कुछ विचार है ठीक लेकिन यह अनुमानित है यह मान अनुमानित है जहां आपने lnDrlnDr लिया है लेकिन यह आपके v और लैम्ब्डा के बारे में एक अच्छा विचार देगा अब एक लॉस लेस jहै ठीक और हाइपरबोलिक फंक्शन्स बन जाएगा विवरण लंबी ट्रांसमिशन लाइन विकसित करते समय दिए गए हैं यही कारण है कि इसे यहां नही दिखा रहा हूँ समझने योग्य है ठीक लाइन के साथ RMS वोल्टेज और धारा के लिए समीकरण आपके 38 और 39 समीकरण द्वारा दिए गए हैं इसलिए समीकरण 38 वास्तव में यह है और 39 यह दो समीकरण यहाँ फिर से लिख रहा हूँठीक V cos हाइपरबोलिक x के बजाय उस स्थिति में cos के बराबर है जिसे हम cosx रख रहे हैं लॉस लेस लाइन के लिए अभी हमने यहाँ लिखा है इसलिए cos हाइपरबोलिक के बजाय हम लिख रहे है ये समीकरण 65 और समीकरण 66 हैं अब सेंडिंग एंड पर क्योंकि आप दूरी रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड तक माप रहे हैं इसलिए सेंडिंग एंड पर x l इसलिएVVVS और IIIS तोइसलिए तो वास्तव में A B C D मापदंडों के लिए त्वरित गणना के लिए यह समीकरण हैमुझे लगता है कि कम श्रमसाध्य हैं मेरा मतलब है कि इस समीकरण 67 को गणना करना आसान है लेकिन 68 लेकिन याद रखें कि यह लॉस लेस लाइन के लिए हैठीक यही कारण है कि मैंने त्वरित गणना के लिए समीकरण 67 और 68 का उपयोग करना आसान हैठीक अब टर्मिनल शर्तों को आसानी से समीकरण 67 और 68 से प्राप्त किया जा सकता है इसका मतलब है कि यह सभी टर्मिनल शर्तें आप इस समीकरण 67 और 68 से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसलिए उदाहरण के लिए ओपन सर्किट लाइन के लिए रिसीविंग एंड धारा 0 है IR 0 है जब लाइन ओपन सर्किट है और समीकरण 67 से ठीक इसका मतलब है कि इस समीकरण से समीकरण 67 यह समीकरण जिसमें आप IR 0 रखते हैं समीकरण 67 में आप ओपन सर्किट के लिए IR बराबर 0 रखते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो जब लाइन ओपन सर्किट है उस समय पर बिना लोड रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा इसलिए मेरा मतलब है जब लाइन ओपन सर्किट है जब IR 0 के बराबर है तो यह बिना लोड स्थिति है ठीक तो इस समीकरण में बिना लोड पर जब IR 0 के बराबर है तो VR VRNL ठीक तो यह समीकरण 67 अब यह बन जाएगा तो यह समीकरण 69 है तो यह क्या दर्शाता है तोबिना लोड की स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक है क्योंकि कोसाइन 1 से कम है तो इसे कभी कभी फेरांटी इफ़ेक्ट भी कहा जाता है और यह लाइन में आपके चार्जिंग एड्मिटेंस के कारण हो रहा हैठीक तो यह बिना लोड कि स्थिति में हो रहा है तो यही कारण है कि VRNL VSCOSl यह अनुमानित है लेकिन आपकी लंबी लाइन की अभिव्यक्ति में भी वही तर्क है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और आप पाएंगे VR बिना लोड पर सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक होगा ठीक तो इसीलिए बिना किसी लोड के लाइन धारा पूरी तरह से चार्जिंग कैपेसिटिव धारा के कारण होता है और रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज की तुलना में अधिक होता है क्योंकि जब कोई लोड नहीं होता हैयहां कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है ठीक लेकिन चार्जिंग कैपेसिटेंस वहां हैं तो इस वजह से आपकारिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है तो मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन यह आपके लिए एक सवाल है मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन नो लोड पर और कोई पॉवर वहन नहीं कर रही है मान लीजिए कि नग्न पॉंव ज़मीन पर खड़ा कोई व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा या इंसुलेशन के कंडक्टिव गाँठ को ले रहा है और उस कंडक्टर को स्पर्श करता हैतो उस व्यक्ति का क्या होगा मैं इसे दोहराता हूं मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन लाइन हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन पॉवर वहन कर रही थी लेकिन उसके बाद उस लोड को अलग कर दिया गया है तो अब इस स्थिति में जो भी हम रख रहे हैं अथार्त IR बराबर 0 ठीकलेकिन एक व्यक्ति नग्न पॉंव के साथ ज़मीन पर खड़ा है ठीक और एक प्रवाहकीय छड़ को ले रहा है और उस कंडक्टर को स्पर्श करता है जो कि लाइन में है ठीक उस व्यक्ति का क्या होगा यह आपके लिए एक सवाल है ठीक बाद में आप इसे भेज सकते हैं जब आप यह सुन रहे होते हैं तो आप अपना उत्तर मुझे भेजते हैं ठीक लेकिन यहाँ मैं उस उत्तर को नहीं दे रहा हूँ ठीक तो अगला यह एक ठोस शॉर्ट सर्किट के लिए है एक ठोस शॉर्ट सर्किट के लिए रिसीविंग एंड परठोस का मतलब है कोई फौल्ट प्रति बाधा नही हैफौल्ट बाद में आएगी ठीक इसलिए एक ठोस शॉर्ट सर्किट के लिए रिसीविंग एंड पर VR 0 के बराबर होती है ठीक और समीकरण 67 और 68 में यह आपका समीकरण 67 और 68 है इस दोनों समीकरण मे VR 0 के बराबर है रखें यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्राप्त करेंगे VS j ZC sinlIR IS coslIR ये समीकरण 70 और 71 हैं उपरोक्त समीकरण वास्तव में लाइन के दोनों सिरों पर शॉर्ट सर्किट धारा का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगला यह हैआपका सर्ज इमपिडेंस लोडिंग जब लाइन को उसके कैरेक्टेरिस्टिक इमपिडेंस के बराबर इमपिडेंस के साथ समाप्त करके लोड किया जाता है तो आपको ZZC1LC प्राप्त होता है ठीक रिसीविंग एंड धारा को आप परिभाषित कर सकते हैअथार्त जब एक लाइन को उसकी कैरेक्टेरिस्टिक इमपिडेंस के बराबर एक इमपिडेंस के साथ समाप्त होने के द्वारा लोड किया जाता है तो रिसीविंग एंड वोल्टेज VR है और यह वह लोड है हमनें सीखा कि एक लाइन को उसकी कैरेक्टेरिस्टिक इमपिडेंस के बराबर एक इमपिडेंस के साथ समाप्त होने के द्वारा लोड किया जाता है जो कि ZC है इसका मतलब है IRVRZC यह समीकरण 72 है अब लॉस लेस लाइन के लिए ZC पूर्ण रूप से प्रतिरोधक है क्योंकि आपने ZC1LC देखा है तो रेटेड वोल्टेज पर सर्ज प्रति बाधा के अनुरूप लोड को सर्ज प्रति बाधा लोडिंग के रूप में जाना जाता है जो कि SIL है तो यह भार तो ZC के लिए पूर्ण रूप से रेटेड वोल्टेज पर सर्ज प्रति बाधा के अनुरूप भार को सर्ज प्रति बाधा लोडिंग के रूप में जाना जाता है लोडिंग जिसे SIL कहते हैं और इस प्रकार व्यक्त किया जाता है SIL 3VRVRZC 3VR2ZC यह समीकरण 73 है VR आपकी फेज वोल्टेज हैयही कारण है कि इसे 3 से गुणा किया गया है ठीक अब चूँकि VRVLrated3 के बराबर है जो कि V लाइन रेटेड वोल्टेज है आप यहाँ सामान्य रूप से ले रहे है तोSIL मेगावाट में SIL kVL rated2ZCMW हो जाता हैयह वास्तव में समीकरण 74 है अब आप यह IRVRZC समीकरण 65 में प्रति स्थापित करते है तो समीकरण 65 VcosxVRjZC sinxIR VcosxVRjZC sinxVRZC हो जाता है या वास्तव में Vcosxj sinxVR हो जाएगा VVR∠xयह समीकरण 75 है ठीक इसी तरह आपका समीकरण इस समीकरण में इस VR को देखें यहाँ एक ही चीज को दूसरे तरीके से IRVRZC लिखते हैं आप इसे समीकरण 66 में प्रति स्थापित करें तोसमीकरण 66 हो जाता है यह समीकरण 76 है इसका मतलब है जो भी हो x का मान हो VR और IR x के हर बिंदु पर v और VR मान एक ही रहता है ठीकजो कुछ भी हो जो भी हो x V x के किसी भी बिंदु पर जो भी हो V x VR के बराबर होता है इस प्रकार हम कह सकते है कि VR पूरी तरह से x से स्वतंत्र है और यहां IR भी पूरी तरह से x से स्वतंत्र है तो I इस IR के बराबर है और VR भी x के बदलने पर भी नही बदलेगी ठीक x के हर बिंदु पर यह v और I दोनों सामान होंगे ठीक है इसका मतलब है कि यह दर्शाता है कि सर्ज इमपिडेंस लोडिंग के तहत एक लॉस लेस लाइन में लाइन के साथ किसी भी बिंदु पर वोल्टेज एंड धारा परिमाण में स्थिर रहता है और उनके सेंडिंग एंड मानों के बराबर है यदि आप यहां x बराबर 1 रखते है इसका मतलब है VSVR∠I ISIR∠l मतलब हैपरिमाण उनके सेंडिंग एंड मानों के बराबर होते हैं तो कोई भी बिंदु आप लेते हैंठीक चूँकि Zc में कोई प्रतिक्रियाशील घटक नहीं है जिसे हमने ZC1LC देखा है तो कोई प्रतिक्रियाशील घटक नहीं है इसका मतलब है लाइन में QSQR0 हैठीक इस शर्त के तहत यह संकेत देता है कि सर्ज इमपिडेंस लोडिंग के लिए लाइन इंडक्टेंस में रिएक्टिव लौसेज शंट कैपेसिटेंस द्वारा आपूर्ति की गई रिएक्टिव पॉवर से वास्तव में ऑफ सेट होता है जो कि आपकी चार्जिंग कैपेसिटेंस है तो अगर यह सच है तो फिर LIR2CVR2 ठीक तो अगर आप इस स्थिति का उपयोग करते हैं तो आपको ZCVRIRLC प्राप्त होगा इसका मतलब यह है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वह यह है कि यह जो कुछ भी है वह यह है कि शंट कैपेसिटेंस द्वारा आपूर्ति की गई पॉवर द्वारा वास्तव में लाइन इंडक्टेंस ऑफ सेट होता है इसका मतलब है आपका यह लाइन इंडक्टेंस XLLके बराबर है तो यह सही है इसका मतलब है आपका चार्जिंग एड्मिटेंस CVR2के बराबर है ठीक तो उस स्थिति में चार्जिंग एड्मिटेंस द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पॉवर या यह प्रतिक्रियाशील शक्ति वास्तव में यह आपकी VR2XC XC1C के बराबर है तो आप यहाँ प्रति स्थापित करते हैंतो यह CVR2 हो जाएगा तो यही कारण है कि यह आपके चार्जिंग कैपेसिटेंस द्वारा आपूर्ति किए गए आपके प्रतिक्रियात्मक नुकसान को कुल करता है तो यही कारण है LIR2CVR2 है और इस से हम ZCVRIRLC प्राप्त करेंगे जो समीकरण 59 में परिणाम की पुष्टि करता है तोइसका मतलब है किजब आपके पास इस तरह की स्थिति होती है कि लाइन में कोई प्रतिक्रियाशील शक्ति नहीं होती है तो सर्ज इमपिडेंस लोडिंग के लिए इसका मतलब क्या हो सकती है तो इसका मतलब है कि सर्ज इमपिडेंस के लिए पहले आप सर्ज इमपिडेंस लोडिंग के लिए एक विशिष्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो 220 KV लाइनें के लिए लगभग 150 मेगावाट से इस अनुमानित मानों से भिन्न होता है देखते है 765 किलोवाट वोल्ट लाइनें के लिए लगभग 2000 मेगावाट तक लेकिन आम तौर पर यह लाइन वास्तव में तब होती है जब इसकी पूर्ण लोड पर संचालित होती है या यह कि यह सर्ज इमपिडेंस लोडिंग के तरह बहुत कुछ संचालित करता है तो SIL ट्रांसमिशन लाइन क्षमता का उपयोगी माप है क्योंकि यह एक लोडिंग को इंगित करता है जहां लाइनें की प्रतिक्रियाशील आवश्यकताएं कम होती हैंठीक SIL से अधिक अर्थ पूर्ण लोड के लिए शंट संधारित्र लाइन के साथ वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए आवश्यक हो सकता हैठीक आम तौर पर लाइन इस सीमा के ठीक ऊपर संचालित होती है जबकि कम लोड के लिए अर्थ पूर्ण SIL से कम आपको मूल रूप से शंट इंडक्टर्स की आवश्यकता होती है तो अगर यह सर्ज इमपिडेंस लोडिंग से ऊपर है तो आपको शंट कैपेसिटर की आवश्यकता है और यदि यह सर्ज इमपिडेंस लोडिंग के नीचे है तो आपको शंट इंडक्टर्स की आवश्यकता है इसलिए आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन पूर्ण लोड इमपिडेंस लोडिंग की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए अब जो कुछ भी हमने इस लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए अध्ययन किया है उसमे से एक यह सर्ज इमपिडेंस लोडिंग है फिर आपने प्रोपगेसन के वेग का अध्ययन किया है फिर तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा ठीक और सर्ज इमपिडेंस लोडिंग का भौतिक महत्व और टर्मिनल स्थिति और तब हमने देखा कि नो लोड कि स्थिति में रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक है यह ट्रांसमिशन लाइन के लिए विशिष्ट घटना है ठीक चार्जिंग एड्मिटेंस के कारण ऐसा हुआ है तो ये वे चीजें हैं जिनका हमने अध्ययन किया है लेकिन इन सभी चीजों पर एक छोटा सा उदाहरण लेंगेजैसे कि प्रोपगेसन का वेग उसके बाद सर्ज प्रति बाधाउसके बाद हम 3 फेज के लिए जायेंगे जिसे आप ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से शक्ति प्रवाह कहते हैं और इसलिए यह हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं तो एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 400 k v ट्रांसमिशन लाइन 300 किलो मीटर लंबा है लाइन इंडक्टेंस 097 मिली हेनरी प्रति किलो मीटर प्रति फेज है ठीक और कैपेसिटेंस 00115 माइक्रो फैराड प्रति किलो मीटर प्रति फेज है तो यहाँ मान लें कि यह एक लॉस लाइन है ठीक तो आपको बीटा जो कि लाइन फेज स्थिर है ZC अथार्त कैरेक्टेरिस्टक्स प्रति बाधा या सर्ज प्रति बाधा v प्रोपगेसन का वेग और लैम्ब्डा मतलब तरंग दैर्ध्य कि गणना करना है ठीक तो इस चीज का हल बहुत सरल है आप जानते हैं LC होता है ठीक यह 50 हर्ट्ज सिस्टम है L दिया गया है C भी आपको दिया गया है ये सभी को प्रति स्थापित करते है तो आपको बीटा बराबर 000105 रेडियन प्रति किलो मीटर प्राप्त होगा और फिर सर्ज प्रति बाधाZC1LC है L दिया हुआ है C भी दिया गया है तो यह 29043 ओम आता है ठीक ओर है और प्रोप्गेसन का वेग v1LC होता है तो L ज्ञात हैC भी आपको ज्ञात हैआप प्रतिस्थापन करते हैंतो आपको 2994 गुणा 10 5 किलो मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा ठीक और तरंग दैर्ध्य vf होती है तो यह 2994 के बराबर प्राप्त होती है हमने देखा है लैम्ब्डा 1 भागा f रूट ओवर 1 भागा 1 के बराबर नही है ठीकयह मूल रूप से v भागा f है क्योंकि यहाँ v की गणना कर ली गयी है तो आप v के मान को f से विभाजित करते हैं तो लगभग 4990 किलो मीटर प्राप्त होती है ठीक यह इसके लिए एक छोटा उदाहरण है लेकिन इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पॉवर का प्रवाह पर आएँगे ठीक तो आपके A B C D मापदंड के पदों मेंअब यह एक मैं आपके लिए रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड के लिए प्राप्त करुंगा और मैं एक आपको अंतिम अभिव्यक्ति दूँगा लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो आप एक सैंपल पॉवर सिस्टम पर विचार करे जैसा कि यह चित्र में दिखाया गया है तो इस तरफ सेंडिंग एंड पक्ष है इसलिए पावर को PS j QS लिया जाता है यह पक्ष रिसीविंग एंड पक्ष है तो पॉवर PR j QR है यह लोड है सेंडिंग एंड वोल्टेज का परिमाण VS∠S है और रिसीविंग एंड का परिमाण VR∠0 है तो यह वास्तव में आपके द्वारा संदर्भ के रूप में लिया गया है और यह रेखा A B C D मापदंड द्वारा दर्शाई गई है यही कारण है कि मैं यहाँ A B C D लिख रहा हूँ ठीक और इसलिए अब हम पहले परिकल्पना लेते हैं AA∠A BB∠B DAA∠A VSVS∠S VRVR∠0 तोसमीकरण 1 से इसका मतलब है इस विषय के लिए पहला समीकरण है ठीक तो हम जानते हैंVSAVRBIRहोता है ठीक तो यहाँ से यह आ रहा है इसलिए आप सभी उनके परिमाण और कोण के पद में प्रति स्थापित करते हैंइसलिए IRVS AVRB VS∠S A∠AVR∠0B∠B ठीक तो इस स्थिति में ये वाली आपको यह सब चीजें सरलीकरण करना है इस समीकरण को सरल करते हैं तो फिर आप IRVSB∠S B AVRB∠A B प्राप्त करोगेयह समीकरण 77 है हमने रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पॉवर को देखा है SR3 PR3 jQR3 3VRIR यह समीकरण 78 है ठीक अब समीकरण 77 से IR दिया हुआ है तो SRके लिए अभिव्यक्ति है SR3 3VSVRB∠B S 3AVR2B∠B A इसलिए लाइन से लाइन वोल्टेज के शब्द में यदि आप इसे लाइन से लाइन वोल्टेज लेते है तो इस प्रकार लिख सकते है